आपका स्वागत है तापमान मापन के इस व्याख्यान में विनिर्माण में तीन प्रकार के प्रक्रिया परिमाण होते है एक है दवाब दूसरा तापमान और अंतिम समय अगर मैं इनकी जाँच करता हूँ इसका अर्थ है इनको मापता हूँ और समझता हूँ तो मैं उस प्रक्रिया का विवरण जिससे यह हिस्सा बना है कर सकता हूँ

यह सिद्धांत बताता है कीथर्मोइलेक्ट्रिक करंट को कभी भी एकल होमोजीनियस मेटेरियल में स्थापित नहीं किया जा सकता चाहे फिर आकार में विविधता या ऊष्मा का उपयोग ही क्यों ना करें I आकार में विविधता का अर्थ है होमोजेनियस मेटेरियल को पतला या मोटा करना I तो आपके पास तापमान एक यहां है तापमान दो यहां है और ई एम ऑफजोकि 3 और 4 अन्य स्रोत है I इंटरमीडिएट मेटल का सिद्धांत अगर कोई इंटरमीडिएट मेटल थर्मोकपल सर्किट में किसी भी बिंदु के बीच डाला जाता है तो कुल ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होगा अगर बीच में डाला गया इंटरमीडिएट मेटल के द्वारा बनाई गई जंक्शन सामान तापमान पर है I अगर आपके पास मेटल A मेटल B तथा मेटल C है तो आपके पास जंक्शन बन गई हैं और वह कहते हैं की कुल ईएमएफ प्रभावित नहीं होगी अगर दो जंक्शन जोकि तीसरे मेटल द्वारा स्थापित की गई हैं सामान तापमान पर है I तो यह वह दो सिद्धांत हैं होमोजीनियस सर्किट का सिद्धांत तथा इंटरमीडिएट मेटल का सिद्धांत I यह बहुत सामान्य से सिद्धांत हैं जिनका उपयोग कर आप थर्मोकपल का निर्माण कर सकते हैं I तो कौन से विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमारे पास आज की तारीख में उपस्थित हैं जिनसे हम थर्मोकपल का निर्माण कर सकते हैं आधार मेटल के लिए T कॉपर 40 T J E और K हैं I जब भी हम किसी भी निर्माण कार्य में तापमान को मापने की कोशिश करते हैं तो हम K प्रकार का थर्मोकपल इस्तेमाल में लाते हैं I तो ही विभिन्न प्रकार के थर्मोकपल हैं T प्रकार J प्रकार E प्रकार तथा K प्रकार I जब आप उच्च डिग्री तापमान के लिए जाते हैंतो तकनीक बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है परंतु जब आप कम तापमान के लिए जाते हैं तो यह आज भी एक बड़ी चुनौती है I पृथ्वी की दुर्लभ धातुओं S प्रकार और R प्रकार हैं I तो S प्रकार प्लैटिनम रोडियम है तथा प्लैटिनम प्रतिशत 0 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक इस्तेमाल की जाती है और प्लैटिनम रोडियम जो कि एक मिश्रण है 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक इस्तेमाल किया जा सकता है I अधिकांश मुख्य रूप से K प्रकार है I थर्मोपिलेस जो अब कुछ थोड़ा बहुत प्रसिद्ध हो गयी है और थर्मोकोपले का विस्तार है एक थर्मापाइल में बहुत सारे थर्मोकॉप्ल्स श्रृंखला में जोड़े जाते है जिसमें गरम भागो को बगल में रखकर स्टार के आकर में बनाते है तोह यह एक प्रकार का थर्मापाइल है जिसको हमने MEMS आकार में तैयार किया है तो ये थर्मोकपल हैं तो इस थर्मोकपल में आपके पास एक गर्म जंक्शन होगा ठंडा जंक्शन होगा तथा फिर इसके शीर्ष पर आपके पास अवरक्त अवशोषक परत होगी फिर प्रकाश संश्लेषक सतह है तो इन्सुलेशन में आपके पास यह ठंडा है जंक्शन और गर्म जंक्शन थर्मोकॉल्स और फिर आपके पास एक मूल सब्सट्रेट है यह सब्सट्रेट सिलिकॉन से बना है तो यह थर्मोकॉल की संख्या जुड़ी हुई है तापमान को मापने के लिए वे श्रृंखला में जुड़े हुए हैं जहां गर्म जंक्शन की व्यवस्था की जाती है इसलिए यदि आप इसे योजनाबद्ध रूप में रखते हैं तो यह आपका गर्म जंक्शन है यह आपका ठंडा है जंक्शन आपके पास T 1 गर्म जंक्शन है इसलिए T 2 आपका ठंडा जंक्शन है तो यह सब पर है संलग्न और मूल रूप से आप ईएमएफ को मापने की कोशिश करते हैं और यह वोल्टेज के संदर्भ में प्रदर्शित होता है हमारे पास प्रतिरोध प्रकार डिटेक्टर भी है जिसे अन्यथा आरटीडी कहा जाता है आरटीडी एक तापमान मापने वाला उपकरण प्रतिरोध थर्मामीटर तत्व से बनाआंतरिक कनेक्टिंग तार बढ़ते के लिए एक सुरक्षात्मक खोल के साथ या बिना साधन कनेक्टिंग हेड या कनेक्टिंग वायर या अन्य फिटिंग दोनों पर होता है आरटीडी एक तापमान सेंसर है जो सिद्धांत पर काम करता है कि विद्युत प्रवाहकीय सामग्री का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है जिससे वे अवगत होते हैं तो यहाँ तापमान प्रतिरोध के लिए आनुपातिक है जिससे यह उजागर होता है इसलिएयहां आप एक रॉड रखते हैं इसलिए एक आरटीडी प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर है ऐसा स्रोत का तापमान जो भी हो मुझे यहां एक स्रोत रखने दें तो फिर एक तापमान आप माप है तो यह कुछ और नहीं बल्कि प्रतिरोध आधारित है तापमान मापने का उपकरण प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर प्लैटिनम की लोकप्रियता निम्नलिखित के कारण है कारकों 1 प्लेटिनम रासायनिक रूप से निष्क्रिय है 2 यह सोने के मुकाबले सबसे महंगा भी है 3 तापमान और प्रतिरोध के साथ लगभग रैखिक संबंध मौजूद हैं तो यह बनाता है प्लैटिनम एक बहुत अच्छा उम्मीदवार है 4 प्रतिरोध का बड़ा तापमान गुणांक जिसके परिणामस्वरूप तेजी से औसत दर्जे का होता है प्रतिरोध के मान तापमान में भिन्नता के कारण प्रतिरोध परिवर्तन कहते हैं 5 तापमान प्रतिरोध की वजह से अधिक स्थिरता स्थिर रहती है लम्बी समयावधि अधिक से अधिक स्थिरता रासायनिक जड़ता विस्तार के बड़े थर्मल गुणांक प्रतिरोध परिवर्तन के आसानी से मापने योग्य मान ये सभी चीजें प्लैटिनम को लोकप्रिय बनाती हैं RTD के लिए विकल्प क्या है आरटीडी कुछ भी नहीं है लेकिन प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर है अन्य प्रकार के तापमान सेंसर की तुलना में आरटीडी का निम्नलिखित लाभ है हमने जो अन्य सेंसर का अध्ययन किया उसके बाद थर्मोकपल पाइल थर्मोपाइल्स ठीक है इसकी तुलना में आरटीडी बेहतर कैसे है प्रतिरोध बनाम तापमान रैखिकता आरटीडी की विशेषताएं अधिक हैं देखें कि आप कब किसी सेंसर को चुनने की कोशिश करते हैं हम हमेशा सुनिश्चित करें कि प्रतिक्रिया रैखिक श्रेणी में आती है क्यों गणितीय समीकरण हो सकता है केवल इसके लिए व्यक्त किया गया है कि हम हमेशा पूरे सेंसर को रैखिक श्रेणी में संचालित करने का प्रयास करते हैं या हमें पता चलता है कि रैखिक सीमा केवल रैखिक सीमा के दौरान इसका उपयोग करने का प्रयास करती है आरटीडी के तापमान बनाम रैखिकता विशेषताओं का प्रतिरोध अधिक है वे अन्य दो तकनीकों की तुलना में अधिक सटीक है उनके पास समय के साथ उत्कृष्ट स्थिरता है तापमान संवेदनशील प्रतिरोध तत्वों को बहुत बदला जा सकता है जो अन्य काम नहीं किया जा सकता है तो यह है आरटीडी का उपयोग करने का लाभ एक आरटीडी कैसा दिखता है यहां एक प्लैटिनम लीड है इसलिए यह इस तरह तापमान से उजागर होता है इसे एक सुरक्षात्मक आवरण के अंदर रखा जाता है लीड एक सिरेमिक बोबिन के चारों ओर है तो तापमान तब मापा जाता हैइसे धक्का कर इसके अंदर संचार किया गया है और ये प्रतिरोध तत्व सिरेमिक हैं बोबिन तुम इसे पाने की कोशिश करो यह एक योजनाबद्ध आरेख है जब आप एक मूल उत्पाद को देखते हैं आपके पास एक स्टेनलेस स्टील की सील शीट होगी जिसे आरटीडी बल्ब के चारों ओर रखा जाता है फिर आपके पास दो लीड हैं और फिर यहां एक समायोज्य कंप्रेसिंग फिटिंग है इसके अंदर और आपके पास यह लीड है और हम इसे मापने की कोशिश करते हैं

कुल विकिरण शब्द में दृश्य और अदृश्य विकिरण दोनों शामिल हैं I इसमें विकिरण प्राप्त करने वाले तत्व और माप डिवाइस होते हैं I एक दर्पण प्रकार विकिरण पाइरोमीटर जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है यहाँ दर्पण के साथ साथ डायाफ्राम इकाई का उपयोग विकिरण थर्मोकपल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है दर्पण और थर्मोकपल से ध्यान केंद्रित के लिए उचित दूरी समायोजित की जाती है तो यह कुल विकिरण पाइरोमीटर इस तरह दिखता है ये हैं डायाफ्राम यहाँ एक खिड़की है यहाँ एक आवास है इसलिए यहाँ एक दर्पण है जो बहुत अच्छी तरह से पॉलिश है यहां एक थर्मोकपल है और एक छेद हैं जिसके माध्यम से आप देखते हैं और फिर आपने कैलिब्रेट किया तो हम इसके माध्यम से देखते हैं इसलिए यह वहां है इसलिए हम व्यास को समायोजित करते हैं और फिर हम प्रयास करते हैं माप क्या तापमान है तो दर्पण प्रकार विकिरण पाइरोमीटर नीचे चित्र में दिखाया गया है यहां ही दर्पण के साथ डायाफ्राम इकाई का उपयोग एक थर्मोकपल के विकिरण को केंद्रित करने के लिए किया जाता है दर्पण और थर्मोकपल के बीच की दूरी को उचित ध्यान केंद्रित करने के लिए समायोजित किया जाता है और आप इसे प्राप्त करें तो क्या फायदा है यह एक पूरी तरह से गैर संपर्क प्रकार है जिसे आप तापमान थर्मोकपल पर ध्यान केंद्रित करके तापमान प्राप्त करते हैं यह आपको बहुत जल्दी प्रतिक्रिया उच्च तापमान माप पूरा किया जा सकता है तो आप यहाँ एक और प्रकार देख सकते हैं कुल विकिरण पाइरोमीटर के भी निश्चित नुकसान है जैसे तापमान माप में त्रुटि उत्सर्जन वातावरण में विकिरण के कारण संभव है उदाहरण के लिए यह एक भट्ठी या एक गर्म शरीर है फिर तापमान जो देखा जाता है जो इंफ्रारेड लेंस होता है तब वह आईना पर जाता है यह ऐपिस पर चला जाता है और आप इसे ढूंढना शुरू कर देते हैं आने वाली विकिरण लेंस पर केंद्रित करके आप ऐपिस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और आप तापमान विस्थापन को मापने की कोशिश करते हैं तो विकिरण का एक निश्चित नुकसान भी है जैसे वायुमंडल में विकिरण के उत्सर्जन के कारण तापमान में त्रुटियां माप संभव है क्योंकि इस नुकसान से आपको तापमान नुकसान मिल सकता है तो ऑप्टिकल पाइरोमीटर गायब होने वाले फिलामेंट सिद्धांत पर काम करता है तापमान को मापने के लिए किसी अज्ञात स्रोत या गर्म के विकिरण से उत्पन्न चमक जिसका तापमान निर्धारित किया जाना है उसकी तुलना संदर्भ दीपक से की जाती है इसलिए आप संदर्भ प्रयोगशाला से जांच करते हैं और फिर आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि किस तापमान पर है फिलामेंट गायब हो जाता है और यह प्रिंसिपल है जिसे हमने ऑप्टिकल पाइरोमीटर के लिए उपयोग किया है एक ऑप्टिकल पाइरोमीटर में तापमान स्रोत ऑब्जेक्टिव लेंस स्क्रीन रेफरेंस बल्ब और एक लाल फिल्टर होता है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं I अब इस बल्ब को कुछ तापमान दिया जाता है I आप करना यह चाहते हैं कि आप ऊष्मा स्रोत के साथ लगे हुए लंच के माध्यम से या रजिस्टेंस के माध्यम से इसे देखते हैं I तब आपको इसका चित्र धीरे धीरे गायब नजर आता है I इसके आधार पर आप आउटपुट वोल्टेज का पता करते हैं तथा तापमान को मापते हैं I आपके पास यहां एक रियोस्टेट भी होता है जिसके माध्यम से बैटरी को सही अनुरूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि चमक को नियंत्रित करना I तो साधारण असेंबली का लाभ यह है की 5 डिग्री सेल्सियस के बहुत उच्च सटीकता प्रदान करता है ऑप्टिकल पाइरोमीटर के साथ किसी भी प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं है अनुप्रयोगों का उपयोग तरल धातु को मापने के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए जब आप चाहें एक क्रूसिबल तापमान को मापें हम स्टील उद्योग या लोहा उद्योग या तांबा उद्योग में एक क्रूसिबल तापमान का उपयोग करने की कोशिश करते हैं हम हमेशा माप के लिए ऑप्टिकल पाइरोमीटर का उपयोग करते थे और इसका उपयोग भट्ठी के तापमान को मापने के लिए किया जाता है तो यहाँ एक ऑप्टिकल पाइरोमीटर है तो चमक यहाँ है और यह एक फिलामेंट है तो फिलामेंट अंधेरा है जो तापमान स्रोत फिलामेंट की तुलना में ठंडा है फिलामेंट उज्ज्वल है जो तापमान स्रोत से अधिक गर्म है फिलामेंट इस प्रकार गायब हो जाता है फिलामेंट की चमक और तापमान स्रोत के बराबर तो यह वह है जिसे गायब होने वाला फिलामेंट सिद्धांत कहा जाता है

तो फाइबर ऑप्टिक पाइरोमीटर अनिवार्य रूप से एक फाइबर ऑप्टिक होता है केबल और घटकों की एक सरणी जैसे जांच सेंसर और रिसीवर टर्मिनल लेंस कप्लर्स और कनेक्टर्स एक काले रंग वाले स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिवाइस का बॉक्स कैविटी से विकिरण को प्रसारित तापमान की गणना करने करने के लिए एक फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग किया जाता है हम फाइबर ऑप्टिक पाइरोमीटर का उपयोग करते हैं जब सटीकता एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है हम इस माप का उपयोग कर सकते हैं इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब लक्ष्य जिसका तापमान शारीरिक या रासायनिक परिवर्तन के अधीन निर्धारित किया जाना है जब यह ठोस से तरल में जाता है और हम सभी इस फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग कर सकते हैं कम से कम सौ डिग्री तक तापमान मापा जा सकता है यह इन्फ्रारेड पाइरोमीटर है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अवरक्त संचारित हो रहा है प्रतिबिंबित हो रहा है अवशोषित हो रहा है इसलिए यह एक इन्फ्रारेड पाइरोमीटर एक गैर संविदा प्रकार का सेंसर है जो गर्मी शरीर से अवरक्त विकिरण का पता लगा सकता है अवरक्त पिरोमेटर्स आदर्श रूप से उच्च तापमान माप के लिए अनुकूल हैं तो इसके साथ हम तापमान माप पर इस अध्याय के अंत में आते हैं हमने एक परिचय के साथ तापमान मापने के लिए शुरू किया तापमान के विभिन्न विभिन्न प्रकार के थर्मोकपल थर्मिस्टर पाइरोमीटर और विभिन्न प्रकार के पाइरोमीटर माप तरीकों को समझा